अभिवादन और स्वागत है मॉड्यूल 1 की इकाई 16 में यह इकाई पाठ्यक्रम के परिणामों को लिखने से संबंधित है हम इसके दो यूनिट देखेंगे इससे पहले की इकाई में हमने आउटकम असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन के बीच संरेखण करने में टैक्सोनॉमी टेबल की भूमिका को समझने की कोशिश की थी टैक्सोनॉमी टेबल वास्तव में आपको यह नहीं बताती है कि कोर्स के आउटकम कैसे लिखें लेकिन कोर्स आउटकम लिखे जाने के बाद यह किस तरह का होगा यह संरेखण टुटोरिंग और इसी तरह के मुद्दों को देखने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है अब वर्तमान इकाई M1U16 मुख्य परिणाम एक पाठ्यक्रम के परिणाम लिखते हैं और उन्हें टैक्सोनॉमी टेबल में दर्शाते हैं यह एक कोर्स के लिए परिणाम लिखने जैसा है यह बिंदु 1 है या यह मॉड्यूल 1 का मुख्य लक्ष्य है आउटकम आधारित शिक्षा के संदर्भ में परिणाम कैसे लिखें इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को देखें तो भारत में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के स्नातकों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन द्वारा पहचाने जाने वाले प्रोग्राम परिणामों का एक सेट प्राप्त करना आवश्यक है और कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय या विभाग द्वारा पहचाने जाने वाले प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम यह स्वायत्त संस्थान के मामले में है यह विभाग है और इसका बोर्ड ऑफ़ स्टडीज तय करेगा जबकि गैर स्वायत्त संस्थान में यह विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल के प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की पहचान करता है PO और PSOs जैसा कि हम कहते हैं कि उन्हें पाठ्यक्रमों परियोजनाओं और सह पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है जिसमें छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है अब PO और PSO को कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जाना है आप उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं हमारे लिए उपलब्ध एकमात्र गतिविधियाँ पाठ्यक्रम परियोजनाएँ और कभी कभी सह पाठयक्रम और अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियाँ हैं वे वहां हैं लेकिन आप केवल POs और PSOs की प्राप्ति की गणना करने की कोशिश में उन्हें औपचारिक रूप से शामिल कर सकते हैं यदि वे ठीक से हैं तो छात्रों के प्रदर्शन का सही मूल्यांकन किया जाता है यदि इसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है और केवल छात्र कुछ अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों में भाग लेते हैं जो हम POs और PSOs की प्राप्ति में सीधे योगदान देने का दावा नहीं कर सकते हैं अब आपके पास जो पाठ्यक्रम हैं उन्हें मोटे तौर पर कोर कोर्सेस और इलेक्टिव में वर्गीकृत किया गया है आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर पाठ्यक्रम इलेक्टिव हैं जो आपको आगे के उप चुनावों के रूप में खुले इलेक्टिव और पेशेवर इलेक्टिव और इतने पर मिलते हैं लेकिन वे इलेक्टिव हैं मुख्य पाठ्यक्रमों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है एक इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग विज्ञान पाठ्यक्रम है अन्य सामान्य विज्ञान मानविकी सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन हैं कोर्सेस की दूसरी श्रेणी इन चार वर्गों में से किसी के अंतर्गत आ सकती है और POs और PSOs को कोर पाठ्यक्रम परियोजना और गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है जिसमें सभी छात्र भाग लेते हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जब आप यहां तक कि कोर्स आउटकम लिखने के बारे में बात करते हैं जो कि POs और PSOs हैं उनकी प्राप्ति केवल कोर कोर्सेस और परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से गणना करने की आवश्यकता होती है जिसमें सभी छात्र भाग लेते हैं इस अर्थ में कि ये प्रत्येक छात्र भाग लेने से संबंधित है इलेक्टिव का मुख्य मुद्दा वही इलेक्टिव है जो कार्यक्रम के सभी छात्रों द्वारा नहीं लिया जा सकता है इसलिए आप यह नहीं गिन सकते हैं और कई जगह कई कॉलेज और फैकल्टी इससे थोड़ा निराश महसूस करते हैं क्योंकि इलेक्टिव कार्यक्रम के 18 से 24 क्रेडिट कहीं से भी बनते हैं ऐसे मामले में POs और PSOs की प्राप्ति की गणना करने में हम उन्हें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं एक बार फिर यह देखा जाना चाहिए कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं सामान्य भावना यह है कि आप अंक खो रहे हैं क्योंकि मैं अपने इलेक्टिव को अच्छी तरह से कर रहा हूं और वे अक्क्रेडिटेशन प्रक्रिया में नहीं गिने जा रहे हैं तो इसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए यह केवल वही है जो आप इलेक्टिव के तहत करते हैं ऊपर और ऊपर जिसे आप NBA अक्क्रेडिटेशन प्रक्रिया कहते हैं इसलिए NBA अक्क्रेडिटेशन प्रक्रिया को एक कार्यक्रम की न्यूनतम आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए न कि अधिकतम आवश्यकता कोर्सेस किसी भी इंजीनियरिंग कार्यक्रम के प्रमुख भाग का गठन करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि 170 में से मान लेते हैं कि आज 170 से 175 क्रेडिट एक प्रोग्राम का क्रेडिट लोड है जिसमें लगभग 150 तक क्रेडिट जैसी चीजें पाठ्यक्रमों के माध्यम से होंगी या शायद थोड़ा कम बता दें कि लगभग 140 क्रेडिट पाठ्यक्रम होंगे औपचारिक पाठ्यक्रम जो वर्तमान में ये पाठ्यक्रम हैं उन्हें अब कई स्वरूपों में पेश किया जाता है जैसे कि यह 3 0 0 3 प्रति सप्ताह व्याख्यान की संख्या से मेल खाता है दूसरा अंक ट्यूटोरियल के लिए प्रति सप्ताह घंटे से मेल खाता है तीसरा अंक प्रति सप्ताह प्रयोगशाला सत्रों की संख्या से मेल खाता है आम तौर पर प्रयोगशाला सत्र को 2 घंटे माना जाता है तो 2 घंटे की प्रयोगशाला में 1 क्रेडिट बनता है हम यह कहते हुए संख्या का उपयोग नहीं करते हैं जैसे कि 15 क्रेडिट मैं 3 घंटे से कर रहा हूं तो आपको इसे 2 घंटे या 4 घंटे के लिए करना होगा उस स्थिति में यह प्रयोगशाला के 2 क्रेडिट 2 क्रेडिट बन जाएगा इसलिए आपके पास विभिन्न प्रकार के प्रारूप उपलब्ध हैं विशेष रूप से स्वायत्त कॉलेजों का एक बड़ा लाभ उठा सकते हैं जैसे कि आपके पास 3 0 1 हो सकता है यह प्रति सप्ताह 3 व्याख्यान घंटे और 1 प्रयोगशाला सत्र है या 3 1 0 या 4 0 0 आपके पास 2 0 0 2 0 1 हो सकता है क्रेडिट कोर्सेस की कम संख्या का उपयोग मुख्य रूप से चौड़ाई को कवर करने के लिए किया जा सकता है उदाहरण के लिए यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित पहलू से परिचित होना चाहता है तो आपको पूर्ण 3 क्रेडिट कोर्स नहीं देना होगा आप चाहें तो 1 क्रेडिट कोर्स भी कर सकते हैं तो आपके पास 2 0 2 0 0 1 है यह काफी सामान्य है जहां प्रयोगशाला एक स्टैंडअलोन कोर्स है या आपके पास 1 0 2 या 1 0 1 क्रेडिट है इसलिए आपके पास पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला है और जब आप पाठ्यक्रम के परिणाम लिखते हैं तो इसे एक प्रयोगशाला के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए अब हम यह पहले कह चुके हैं छात्र अच्छी तरह से सीखते हैं जब वे इस बारे में स्पष्ट होते हैं कि उन्हें पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है कि कहा गया है एक कोर्स के अंत में वे क्या करने में सक्षम होना चाहिए पाठ्यक्रम के परिणामों के संदर्भ में कहा गया है यह वह जगह है जहाँ यह आता है मूल्यांकन एक संरेखण है जो वे करने की अपेक्षा करते हैं यह पाठ्यक्रम के परिणामों के साथ संरेखण का मूल्यांकन है यह हमने पिछली इकाई में बताया है कि संरेखण को मूल्यांकन के रूप में व्याख्या की जाती है जो पाठ्यक्रम परिणाम के रूप में टेक्सोनोमी टेबल के एक ही सेल में है यह सही संरेखण है यदि यह पाठ्यक्रम के कॉग्निटिव स्तर की तुलना में एक कॉग्निटिव स्तर कम है तो यह स्वीकार्य है लेकिन कम संरेखण है इसी प्रकार उन्हें प्राप्त करने के लिए जो अपेक्षित है उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियाँ डिज़ाइन और संचालित की जाती हैं इसका मतलब है कि निर्देश और मूल्यांकन और कोर्स आउटकम के बीच संरेखण जो इसका मतलब है इसलिए जब आप अच्छे कोर्स आउटकम प्राप्त करते हैं तो छात्र अच्छी तरह से सीखते हैं कि आप इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि छात्रों को क्या करने में सक्षम होना चाहिए और जब मूल्यांकन और निर्देश हमारे कोर्स आउटकम के साथ संरेखित होते हैं तो ठीक है यही कारण है कि पाठ्यक्रम की भूमिका और हम एक टेक्सोनोमी टेबल के रूप में कहते हैं के माध्यम से संरेखण अब हम औपचारिक रूप से कोर्स आउटकम के लिए आते हैं कोर्स के परिणाम वही हैं जो छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में करने में सक्षम होना चाहिए हमने इसे कई बार कहा है दूसरे शब्दों में यह गुण कौशल और ज्ञान सहित एक अफेक्टिव क्षमता है और यह वह जगह है जहाँ आप विशेषताओं को भी शामिल कर रहे हैं इन विशेषताओं के विवरण के तहत आप क्या कह सकते हैं जिसे आप प्रचलित डोमेन भी कहते हैं यह पूरी तरह से पहचानी जाने वाली कुछ गतिविधि को सफलतापूर्वक करने की एक क्षमता है CO का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है यह मापने योग्य होना चाहिए मैं अस्पष्ट अभिप्राय देते हुए अस्पष्ट कथन नहीं लिख सकता और इसे बहुत स्पष्ट होना चाहिए और जब कोई छात्र कुछ ऐसा करता है जो मुझे होना चाहिए जब मैं कोर्स आउटकम को देखता हूं तो यह मापने योग्य होना चाहिए ठीक है हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जहां चीजें मापने योग्य नहीं हैं जहां चीजें मापने योग्य की हैं मेजराबिलिटी CO कथन का एक प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसके लिए निश्चित मात्रा में अभ्यास की आवश्यकता होती है क्योंकि हमने कई शिक्षकों को उनकी पुरानी आदतों के कारण देखा था कि वे एक बयान में फिसल सकते हैं उनका इरादा ठीक है लेकिन जब यह प्रस्तुत किया जाता है कि इरादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है जिस तरह से बयान लिखा गया है ठीक है यह एक प्रमुख पहलू है और यह केवल अभ्यास के साथ आता है अब लर्निंग आउटकम क्या हैं या जिसे हम आज कहते हैं हम इसे इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में कोर्स आउटकम कहते हैं लेकिन मोटे तौर पर शब्द सीखने के परिणाम और निर्देशात्मक उद्देश्य वे शब्द हैं जिनका उपयोग शिक्षा से संबंधित साहित्य में 50 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है या 60 साल जैसा कि आप मजेर 1962 के अनुसार देख सकते हैं जहाँ उनकी पहली पुस्तक आई थी उन्होंने पहले से ही यह निर्धारित करने का एक तंत्र दिया कि लर्निंग आउटकम कैसे लिखें या उन्होंने इसे निर्देशात्मक उद्देश्य कहा दोनों का मतलब एक ही है अब लिखने की मजेर शैली में 3 तत्व हैं एक है पहला प्रदर्शन है परिणाम कथन को हमेशा यह कहना चाहिए कि सीखने वाले को क्या करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यह कहना उतना ही अच्छा है जितना कि एक परिणाम कथन लिखना क्योंकि यह बहुत ज्यादा नहीं कह रहा है सिवाय इसके कि यह संबंधित होना चाहिए कि छात्र को क्या करने में सक्षम होना चाहिए फिर शर्त पर आना परिणाम महत्वपूर्ण स्थितियों यदि कोई का वर्णन करता है जिसके तहत प्रदर्शन होना है आपको करना होगा छात्र को कुछ शर्तों के तहत कुछ करने में सक्षम होना चाहिए उदाहरण के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का उपयोग करके आपको समस्या को हल करना चाहिए इसका मतलब यह है कि छात्र जिस प्रक्रिया का वह स्थिति में उपयोग करने की उम्मीद करता है या स्थिति हो सकती है किसी विशेष उपकरणों के एक विशेष टुकड़े का उपयोग करके कुछ चर के कुछ मूल्य का प्रदर्शन या निर्धारण कर सकती है या आप किसी समस्या को हल करते हैं या पहले से निर्दिष्ट सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं तो पूर्व निर्दिष्ट सॉफ़्टवेयर या निर्दिष्ट उपकरण या एक प्रक्रिया वे स्थितियां बन जाती हैं और यहाँ मजेर ने स्वयं को पहचान लिया है कि क्या कोई है यदि कोई शर्त है तो केवल तभी आपको शामिल करने की आवश्यकता है यदि कोई शर्त नहीं है तो परिणाम कथन का दूसरा भाग वैकल्पिक है इसी तरह क्राइटेरिओं फिर से जब भी संभव होता है एक परिणाम स्वीकार्य प्रदर्शन की क्राइटेरिओं का वर्णन करके यह बताता है कि शिक्षार्थी को स्वीकार्य होने के लिए कितना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए तो स्वीकृति का मानदंड जो संगीत या खेल जैसे कुछ पाठ्यक्रमों में हो सकता है जहां मानदंड बहुत स्पष्ट हैं कुछ मामलों में यह है कई मामलों में वास्तव में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में वे वैकल्पिक हो जाते हैं सिवाय इसके कि जहां प्रयोगशाला प्रयोग किया जाना है और जहां आपको कुछ सटीकता के साथ परिणाम प्राप्त करना है सटीकता की आवश्यकता क्राइटेरिओं बन जाती है और जब भी संभव हो एक बार फिर से बयान योग्य है तो क्या होता है स्थिति और क्राइटेरिओं वे वैकल्पिक तत्व हैं यदि वे मौजूद नहीं हैं मजेर के अनुसार केवल एक हिस्सा प्रदर्शन है तो किसी तरह जब आप केवल प्रदर्शन कहते हैं तो यह लर्निंग आउटकम के लिए एक और शब्द की तरह है ठीक है अब एंडरसन ब्लूम के अनुसार वे 3 पहलू प्रदान करते हैं वे कहते हैं कि कोई भी पाठ्यक्रम परिणाम या कोई भी सीखने का परिणाम आपके पास एक सामान्य स्टेम होगा छात्र को सक्षम होना चाहिए वास्तव में आपको हर कोर्स परिणाम कथन के सामने उस स्टेम को लिखना नहीं है छात्र यदि आप शीर्ष पर लिखते हैं और कोर्स आउटकम के नीचे लिखने में सक्षम होना चाहिए जो पर्याप्त होना चाहिए कोई भी संयुक्त रूप से किसी भी परिणाम को पढ़ सकता है जो छात्र को कुछ करने में सक्षम होना चाहिए ठीक है यह स्टेम क्रिया वाक्यांश और वाक्यांश के एक ऑब्जेक्ट द्वारा पीछा किया जाएगा तो उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्रिया वाक्यांश किसी भी कॉग्निटिव स्तर से संबंधित मानसिक प्रक्रिया को बताता है जैसे कि रिमेम्बर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट हम पहले से ही वर्गीकरण में देख चुके हैं कि छह कॉग्निटिव स्तर या छह कॉग्निटिव प्रक्रिया उन्हें कार्य क्रियाओं के एक समूह द्वारा पहचाना जा सकता है कुछ क्रियाएं आप उन्हें दो के बीच आम पा सकते हैं क्योंकि कभी कभी हमें अंडरस्टैंड और एनालाइज के बीच एक तेज रेखा कहने में बहुत मुश्किल होती है कभी कभी यह मुश्किल होता है इसलिए हमें कुछ ऐसे शब्द मिल सकते हैं जो एक या दो से अधिक कॉग्निटिव स्तरों में सामान्य हैं और तीसरे भाग में वाक्यांश का उद्देश्य ज्ञान के प्रकार को बताता है एंडरसन और ब्लूम केवल चार सामान्य ज्ञान श्रेणियों की पहचान करेंगे तो एंडरसन और ब्लूम के अनुसार कोर्स आउटकम के तीसरे भाग एंडरसन और ब्लूम के अनुसार लर्निंग आउटकम में एक क्रिया वाक्यांश और ज्ञान के प्रकार होंगे इसलिए हम इन दोनों मजेर शैली और एंडरसन ब्लूम के वाक्यांश और ऑब्जेक्ट को हमारे वर्तमान में जोड़ रहे हैं हम लर्निंग आउटकम के लिए एक संरचना का प्रस्ताव कर रहे हैं हम स्थिति और क्राइटेरिओं की वैकल्पिकता को बनाए रखते हैं तो कुछ मामलों में आपके पास है इसलिए हम उस विकल्प को बनाए रखते हैं अन्य एक प्रस्तावित संरचना विवरण है यह कॉग्निटिव अफेक्टिव या साइकोमोटर डोमेन में हो सकता है इसमें एक्शन नॉलेज कंडीशन और क्राइटेरिओं शामिल हैं प्रस्तावित संरचना के चार तत्व हैं जिनमें से दो वैकल्पिक हैं आइए एक CO कथन की संरचना पर एक नज़र डालें एक्शन कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है जो शिक्षार्थी को प्रदर्शन करना चाहिए एक क्रिया को कार्य क्रिया द्वारा इंगित किया जाता है कभी कभी दो संबंधित कॉग्निटिव प्रक्रिया या प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ठीक है तो यह वही है और हम अफेक्टिव और साइकोमोटर गतिविधि को नहीं देख रहे हैं लेकिन एफ़ेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के साथ कार्य क्रिया भी पहचानी जाती है जैसा कि हमने पहले प्रस्तुत किया था लेकिन हमारा ध्यान अभी कॉग्निटिव गतिविधि पर है फिर ज्ञान 4 या 8 ज्ञान श्रेणियों में से किसी एक या अधिक से विशिष्ट ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है यदि यह सामान्य श्रेणियां हैं तो हमारे पास 4 हैं जबकि यदि यह इंजीनियरिंग है तो हम अतिरिक्त 4 जोड़ रहे हैं और यह 8 श्रेणियों का ज्ञान बन जाता है एक या अधिक वास्तव में आप इन 8 ज्ञान श्रेणियों से ले सकते हैं कंडीशन उस प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर शिक्षार्थी का अनुसरण करने की शर्त होती है या वह शर्त जिसके तहत कार्रवाई करनी होती है यह CO कथन का एक वैकल्पिक तत्व है मानदंड उन मापदंडों का प्रतिनिधित्व करता है जो कार्रवाई करने की स्वीकार्यता के स्तर को चिह्नित करते हैं यह भी एक वैकल्पिक तत्व है यह आपके पास है पुन दोहराने के लिए CO स्टेटमेंट में चार तत्व हो सकते हैं जिनमें से दो अनिवार्य हैं और दो वैकल्पिक हैं अनिवार्य तत्व एक्शन और ज्ञान हैं और वैकल्पिक तत्व कंडीशन और क्राइटेरिया हैं अब जब आप देखते हैं तो दुनिया भर में थोड़ा विवाद यदि आप हुआ है तो ये लिखे गए हैं कुछ मामलों में उन्होंने कई कार्य क्रियाओं का उपयोग किया कभी कभी दो और प्रमुख रूप से एक तो हमारी वर्तमान स्थिति एक से अधिक कार्य क्रियाओं के उपयोग की आवश्यकता है जो कि बहुत सामान्य नहीं है यदि आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो एक कार्य क्रिया अधिकांश स्थितियों का ध्यान रख सकती है कभी कभी आपके पास एक ऐसी स्थिति होगी जहां दो कार्य क्रियाओं की आवश्यकता होती है और जहां हम करते हैं इसे दो परिणामों को एक में संयोजित करने के लिए दिनचर्या के मामले के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए हम कहते हैं कि आप एक कोर्स के लिए छह परिणाम लिखने के लिए आवश्यक हैं और आप लिखने में सक्षम नहीं हैं आप दो बयान लेकर आ रहे हैं आप उन्हें जोड़ नहीं सकते और इसे दो कार्य क्रियाओं के रूप में लिख सकते हैं और एक वाक्य लिख सकते हैं तो इसे दो CO को एक में संयोजित करने के लिए एक कलाबाज़ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए अब एक उदाहरण लेते हैं फंड फ्लो और कैश फ्लो का उपयोग करके वित्तीय विवरण तैयार करें और समझाएं ठीक है अब क्या होता है इसमें दो पहलू हैं वित्तीय विवरण स्थिति फंड फ्लो और कैश फ्लो का उपयोग कर रही है ज्ञान तत्व वित्तीय विवरण है अब एक छात्र को प्रदान किए गए डेटा से एक वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है वह भी आवश्यक परिणाम है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर लिखा है कि आप वित्तीय विवरण के माध्यम से संगठन के प्रदर्शन की व्याख्या करना चाहते हैं तो दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और वे एक ही वस्तु एक ही ज्ञान से संबंधित हैं ठीक है और तैयारी और स्पष्टीकरण समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और दोनों प्रक्रियाएं समान ज्ञान तत्वों से संबंधित हैं वास्तव में आपको फंड फ्लो और कैश फ्लो का उपयोग करके वित्तीय विवरण लिखना चाहिए ठीक है इसलिए कृपया नियमित क्रिया के बजाय दो कार्य क्रियाओं को एक अपवाद के रूप में उपयोग करें पाइपिंग नेटवर्क में फ्लूइड प्रवाह से जुड़े प्रमुख और मामूली नुकसानों की गणना करें यह एक CO कथन है यदि आप इसमें तत्वों को देखते हैं तो कार्रवाई गणना से संबंधित है यह कॉग्निटिव प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और ज्ञान पाइपिंग नेटवर्क में फ्लूइड प्रवाह से जुड़े प्रमुख और मामूली नुकसान हैं यहां आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं इसलिए प्रोसीज़रल ज्ञान है और इसमें अवधारणाएं हैं इसलिए यह कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीज़रल ज्ञान दोनों है और हमने कोई शर्त नहीं रखी है हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है एक अन्य नमूना बल और एक्सेलरेशन के अधीन कठोर वस्तुओं की दी गई यांत्रिक प्रणाली की गतिशील असंतुलित स्थितियों को निर्धारित करता है अब कार्रवाई डिटरमाइन है वह अभी भी अप्लाई है ज्ञान गतिशील असंतुलित स्थिति है गतिशील असंतुलित स्थितियों को निर्धारित करना मुख्य मुद्दा है कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीज़रल स्थिति को बल और एक्सेलरेशन के अधीन कठोर वस्तुओं की यांत्रिक प्रणाली दी गई है और कोई क्राइटेरिया नहीं है ठीक है तीसरा नमूना हाइव और पिग स्क्रिप्ट का उपयोग करके हडूप क्लस्टर में डेटा संसोधित करें क्रिया एक प्रक्रिया है जो संबंधित है आप डेटा को संसोधित कर रहे हैं उस डेटा के साथ कुछ कर रहे हैं तो यह अप्लाई है ज्ञान हडूप क्लस्टर में डेटा है तो यह कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीज़रल है और आप हाइव और पिग स्क्रिप्ट का उपयोग करने वाले हैं वह शर्त है और क्रिटेरिओं कोई नहीं है एक अन्य नमूना TINA TI का उपयोग करके सिमुलेशन के माध्यम से वोल्टेज नियंत्रित ऑसिलेटर में सभी मापदंडों के प्रभाव को समझते हैं ठीक है अब कार्रवाई समझ में आती है क्योंकि कार्य क्रिया खुद कहती है और ज्ञान वोल्टेज नियंत्रित ऑसिलेटर में सभी मापदंडों का प्रभाव है वोल्टेज नियंत्रित ऑसिलेटर एक प्रतिक्रिया नेटवर्क है तो इस हद तक कि इस तरह के अध्ययन के मुख्य उपकरण और एक नॉन लीनियर सर्किट के लिए अनुकरण है और आपको TINA TI का उपयोग करके उस सिमुलेशन का उपयोग करना चाहिए जो एनालॉग सर्किट के अनुकरण के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज है इसलिए यह नमूना है ये चार नमूने देते हैं आपको कुछ कोर्स आउटकम कथन की विशेषताएं पेश करते हैं लेकिन बहुत कुछ है जो हम बाद की इकाई में खोज करेंगे अब लिखा जा रहा है हमें ABV तालिका में इन CO का पता लगाना होगा ABV हम इसे एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमी टेबल कह रहे हैं अब जैसा कि आप देख सकते हैं दो ज्ञान श्रेणियां हैं जिनसे हम निपट रहे हैं तो नमूने यहां दो श्रेणियों में आएंगे S1 S2 S3 तीन नमूने लागू कॉन्सेप्चुअल अप्लाई और प्रोसीज़रल में स्थित हैं जबकि नमूना 4 अंडरस्टैंड और कॉन्सेप्चुअल के तहत आता है ठीक है यही कारण है कि आप कर की तालिका में CO का पता लगाते हैं अब आप उनका पता कैसे लगाते हैं यदि पाठ्यक्रम विज्ञान मानविकी सामाजिक विज्ञान या प्रबंधन से संबंधित है तो एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी तालिका में CO का पता लगाएं जो 6 से 4 तालिका है जबकि इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों में ABV टैक्सोनॉमी टेबल में CO का पता चलता है जिसमें 6 बाय 8 टेबल है यही अंतर है अब वर्तमान समझ के आधार पर हालांकि हम कोर्स आउटकम की कई और विशेषताओं को देखने जा रहे हैं CO या कोर्स आउटकम की वर्तमान समझ के आधार पर आपके द्वारा परिचित पाठ्यक्रमों से प्रस्तुत संरचना में तीन पाठ्यक्रम परिणाम लिखें और ABV टैक्सोनॉमी टेबल में उन्हें खोजें जैसा कि आप में से अधिकांश इंजीनियरिंग शिक्षक हैं आप एक कोर्स या दो लेते हैं जिनसे आप परिचित हैं या पहले से ही पढ़ाए गए हैं और तीन कोर्स आउटकम इस तरह लिखने का प्रयास करें लेकिन कोर्स आउटकम की अतिरिक्त विशेषताएं हम अगले मॉड्यूल में पता लगाएंगे वास्तव में अगली इकाई में तो अगली इकाई होगी इसका प्रमुख पहलू त्रुटियों की पहचान करना होगा यदि कोर्स आउटकम आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि लिखित कोर्स आउटकम में आपको कई संचालित त्रुटियों को निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना आवश्यक है सबसे महत्वपूर्ण एक मापन करने की क्षमता है ध्यान देने के लिये धन्यवाद